नमस्ते इस विशेष मॉड्यूल में आपका स्वागत है यदि आपको याद है कि पिछली कक्षा में हम पीज़ोरेसिस्टिव माइक्रो कैंटिलीवर को गढ़ने के लिए निर्माण या प्रक्रिया प्रवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा है कि इस तरह के एक ब्रैकट सेंसर को डिजाइन या बनाने के लिए हमें इंसुलेटर पर सिलिकॉन से शुरुआत करनी होगी जिसे SOI वेफर कहा जाता है आपने यह भी देखा कि हम विंडो कैसे खोल सकते हैं हम पहले P प्लस को डिफ्यूज कर सकते हैं फिर P प्लस को मेटल कॉन्टैक्ट के बाद और उसके बाद फ्रंट टू बैक अलाइनमेंट और फिर DNI को डिफ्यूज कर सकते हैं इसलिए यदि आप स्क्रीन को देखते हैं तो पिछले मॉड्यूल में हमने इस प्रक्रिया के प्रवाह को विस्तार से देखा है तब हमने यह भी देखा है कि यदि हम टिश्यू के गुणों को समझना चाहते हैं तो क्या होता है जब टिश्यू बाहर होता है इसे सुई से बाहर निकाला जाता है और यह प्रक्रिया बायोप्सी होती है इसलिए इसे बायोप्सी सुई कहा जाता है फिर इस टिश्यू को माइक्रोटोम नामक तकनीक से पतले स्लाइस में काट दिया जाता है या माइक्रोटोम नामक एक उपकरण किया जाता है तो एक बार एक टिश्यू को काट दिया जाता है तो विभिन्न बायोमार्करों का परीक्षण किया जाता है यह एस्ट्रोजन बायोमार्कर हो सकता है यह प्रोजेस्टेरोन बायोमार्कर हो सकता है यह SMA बायोमार्कर हो सकता है SMA ब्राउन है यह H और E स्टेनिंग है बहुत सारी विभिन्न संभावनाएं हैं अब अगर मुझे टिश्यू के यह स्लाइस मिलते हैं चूंकि ये सभी एक समान स्लाइस हैं यह मानते हुए कि आकृति के बारे में चिंता न करें यह मानते हुए कि ये सभी स्लाइस I II III और IV मोटाई के मामले में एक समान हैं और एक और टुकड़ा मुझे अपने प्रयोगों के लिए मिलता है जो कि मैं अपना पीज़ोरेसिस्टर ले जाऊंगा और फिर एक SU टिप है और मैं इसे इस विशेष टिश्यू पर इंडेंट करूंगा मैं इस टिश्यू पर अपने पीज़ोरेसिस्टिव माइक्रो कैंटिलीवर को इंडेंट करूंगा और यह कैंटिलीवर झुक जाएगा यह टिश्यू गुणों के आधार पर विकृत या झुक जाएगा यदि टिश्यू कठोर है तो झुकना कम होगा यदि टिश्यू नरम है तो झुकाव अधिक होगा यदि टिश्यू नरम है तो झुकना कम होगा इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक टिश्यू है जिस पर मैं अपने पीज़ोरेसिस्टिव माइक्रो कैंटिलीवर को इंडेंट कर रहा हूं यदि टिश्यू कठोर है तो मेरा पीज़ोरेसिस्टर अधिक झुकेगा जब यह टिश्यू को छूता है इसलिए अगर मैं टिश्यू को छूने के बाद पास लाता हूं तो यह अधिक झुक जाएगा क्योंकि यह विशेष टिश्यू कठोर है लेकिन अगर टिश्यू कठोर नहीं है तो ब्रैकेट ज्यादा नहीं झुकेगा यह पहले मामले की तुलना में कम कठोर है कम कठोर अधिक लोचदार है तो तब मेरा पीज़ोरेसिस्टिव कैंटिलीवर झुकेगा नहीं अब इसमें इस विशेष प्रक्रिया प्रवाह का उपयोग करके सिलिकॉन वेफर पर एक पीज़ोरेसिस्टर लगाया गया है इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ब्रैकट का झुकाव है तब प्रतिरोध में परिवर्तन होता है एक ब्रैकट कितना झुकता है इसके आधार पर मेरा प्रतिरोध सही होगा तो यह अध्ययन हमें टिश्यू की लोच को ठीक से समझने में मदद करेगा और यही कारण है कि ये सभी टिश्यू स्लाइस हैं आप यहां माइक्रोटोम का उपयोग करके देख सकते हैं और फिर हम पिछली बार भी चर्चा करते हैं किसी का मतलब कैंसर है E एपिथेलियल के लिए है B बिनाइन के लिए है E एपिथेलियल के लिए है C कैंसर के लिए है S स्ट्रोमल के लिए है तो रोगी 1 से रोगी 8 तक बिनाइन स्ट्रोमल बिनाइन एपिथेलियल जब हमारे पास ऐसा डेटा होता है और अगर मैं अपने इस पीज़ोरेसिस्टिव कैंटिलीवर को इंडेंट करता हूं जैसा कि इस विशेष आंकड़े में दिखाया गया है फिर लोच के आधार पर मेरा पीज़ोरेसिस्टिव कैंटिलीवर झुक जाएगा और जब यह झुकेगा मैं प्रतिरोध को जान सकता हूं और इसे वोल्टेज के आधार पर परिवर्तित कर सकता हूं और फिर उससे हम समझ सकते हैं कि लोच क्या है यह एक उल्टा माइक्रोस्कोप है एक आंख का टुकड़ा है और फिर एक X Y चरण है हमने निकॉन MP 285 का उपयोग किया है एक माइक्रोमैनिपुलेटर है जहां हम टिश्यू को माइक्रोन परिशुद्धता के साथ इंडेंट कर सकते हैं एक अंत प्रभावक है और यदि आप देखते हैं कि पीज़ोरेसिस्टिव कैंटिलीवर इस तरह दिखेगा यदि आप इसे ठीक से गढ़ते हैं और यदि आप एक कदम चूक जाते हैं उदाहरण के लिए इस विशेष चरण में प्रक्रिया प्रवाह हमने देखा है कि एक सिलिकॉन नाइट्राइड है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तो सिलिकॉन नाइट्राइड काउंटर स्ट्रेस के रूप में काम करेगा अगर मैं सिलिकॉन नाइट्राइड का उपयोग नहीं करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट मुड़ा हुआ है तो कैंटिलीवर में एक कम्प्रेशन है यह कम्प्रेशन हो सकता है कि अगर मैं सिलिकॉन नाइट्राइड का उपयोग करता हूं तो हम इसकी देखभाल कर सकते हैं इस मामले में मैंने जानबूझकर सिलिकॉन नाइट्राइड का उपयोग नहीं किया है और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कारण इस केंटिलीवर में अधिक तनाव हो रहा है लेकिन इस मामले में मेरे पास सिलिकॉन नाइट्राइड के साथ साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी है और यही कारण है कि तनाव को सिलिकॉन नाइट्राइड द्वारा गिना जा रहा है अब एक SU 8 टिप है और यह ब्रैकेट ऐसा है कि यह एक बैक साइड है तो यह पक्ष यहाँ सबसे ऊपर है और SU 8 इस टिश्यू को छू रहा है यह एक स्तन टिश्यू का टुकड़ा है और इस तरह E व्यक्तिगत चिप्स दिखते हैं और जब हम समझने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं टिश्यू की संरचना तब हमने जो पाया वह तब है जब हम FE SEM के लिए जाते हैं FE SEMक्षेत्र इलेक्ट्रॉन क्षेत्र एमिशन के लिए खड़ा है फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी FE SEM जब आप इस विशेष स्लाइस को FE SEM करते हैं स्तन से जो टिश्यू लिया जाता है तो हम पाते हैं कि सामान्य टिश्यू में कैंसर टिश्यू की तुलना में अधिक चिकनी सतह होगी कैंसर के टिश्यू अधिक कोर होंगे इसलिए जब हम टिश्यू को इंडेंट करते हैं तो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है और यदि मैं इस रेसिस्टर को जोड़ता हूं यह एक पीज़ोरेसिस्टर अधिकार है इसलिए अगर मैं केवल एक संभावित विभक्त सर्किट में रोकनेवाला को जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या होगा अगर मैं 5 वोल्ट लगाता हूं अगर यह R S राइट सेंसर है और यह रेसिस्टर है जो फिक्स रेसिस्टर है यहाँ जब R RS के बराबर होता है तो मेरा आउटपुट वोल्टेज V o 25 वोल्ट होगा अब यदि पीज़ोरेसिस्टर का मेरा प्रतिरोध यह है तो यह RS पीज़ोरेसिस्टर है जब रेसिस्टर पीज़ोरेसिस्टर टिश्यू की लोच के आधार पर बदलता है मेरे पास वोल्टेज में बदलाव होगा और यही कारण है कि सेंसर वोल्टेज में परिवर्तन होता है यहां एक प्रकार का टिश्यू हम बहुत स्पष्ट रूप से बिनाइन टिश्यू को चित्रित कर सकते हैं जो कैंसर के टिश्यू की तुलना में टिश्यू का समूह है तो हम कह सकते हैं कि बिनाइन एपिथेलियल में कैंसर एपिथेलियल की तुलना में एक अलग लोच होती है उसी तरह हम देख सकते हैं कि कैंसर स्ट्रोमल की तुलना में बिनाइन स्ट्रोमल का एक अलग मूल्य है यहां फिर से यदि किसी अन्य रोगी की तुलना करते हैं तो हमने सिर्फ दो उदाहरण लिए हैं इसलिए हम समझ सकते हैं कि कैंसर एपिथेलियल की तुलना में बिनाइन का एक अलग मूल्य होगा और यहां बिनाइन स्ट्रोमल का कैंसर स्ट्रोमल से अलग मूल्य होगा तो मुद्दा यह है कि जब मैं इस टिश्यू को इंडेंट करता हूं मैं भूखंड के आधार पर और उस डेटा के आधार पर टिश्यू की लोच को स्पष्ट रूप से चित्रित कर सकता हूं जो हमने प्राप्त किया था यहाँ ऐसा इंजन सेंसर वोल्टेज है जैसे आप आगे बढ़ने पर इंडेंट या इंच करते रहते हैं और आप वोल्टेज में बदलाव को सुन सकते हैं इसके अलावा ये ISC अध्ययन है जो इम्युनोहिस्टोकैमिस्ट्री है और आप यहां HNEP 63 ब्राउन SMA लाल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मार्कर देख सकते हैं तो आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि पीज़ोरेसिस्टिव माइक्रो कैंटिलीवर हमें इस टिश्यू की लोच को समझने में मदद कर सकता है जिसे हम टिश्यू की विद्युत संपत्ति को समझना चाहते हैं अब हम विद्युत संपत्ति को क्यों समझना चाहते हैं क्योंकि FE SEM में सामान्य टिश्यू जहां कैंसर के टिश्यू की तुलना में एक अलग सतह गुण होते हैं या किसी अन्य मामले में सामान्य टिश्यू दूसरे तरीके से सामान्य टिश्यू में बहुत अधिक कोर होते हैं सामान्य टिश्यू कैंसर के टिश्यू की तुलना में बहुत अधिक खुरदरे होते हैं एक और कथन सामान्य टिश्यू कैंसर युक्त टिश्यू की तुलना में कहीं अधिक चिकने होते हैं तो सामान्य टिश्यू चिकने होते हैं और कैंसर वाले टिश्यू खुरदरे होते हैं जब आप इसे FE SEM में देखते हैं तो आप क्या समझते हैं एक चिकनी और खुरदरी और लोच हम सामान्य टिश्यू की सतह और कैंसरयुक्त टिश्यू की सतह के बारे में बात कर रहे हैं तो टिश्यू की चिकनाई या खुरदरापन भी प्रतिरोध में योगदान देगा और यही कारण है कि अध्ययन करना दिलचस्प है कैंसर बढ़ने पर टिश्यू के विद्युत गुणों में क्या परिवर्तन होता है तो अब इसके लिए हमने माइक्रो तैयार किया है जिसे आप इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड जानते हैं और इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो इस विशेष प्रारूप में होते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर दाईं ओर देख सकते हैं ये सभी इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं इसलिए मैं इलेक्ट्रोड के इस विशेष सेट से विद्युत संपत्ति को माप सकता हूं चूंकि वे अभी स्पर्श नहीं कर रहे हैं मेरा Z अनंत होना चाहिए आदर्श रूप में यह अनंत होना चाहिए तो अगर मैं इस विशेष इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड पर एक टिश्यू रखता हूं तो क्या होगा प्रतिबाधा मूल्य या प्रतिरोध मूल्य में परिवर्तन होना चाहिए कि हम प्रतिबाधा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं अगर मैं टिश्यू रखता हूं तो मुझे टिश्यू को जीवित रखना होगा या कम से कम टिश्यू गुणों को बरकरार रखना होगा और इसलिए हम एक ऐसा कुआं बनाएंगे जिसमें इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड होंगे और उस पर एक टिश्यू होता है जिसमें एक खारा घोल होता है या एक मीडिया होता है जो टिश्यू के गुणों को मीडिया या खारा बनाए रखेगा और फिर हम प्रतिबाधा को नाप रहे हैं अब यह मीडिया और PBS मीडिया या अन्य संपत्तियों में भी योगदान देगा इसका मतलब है यह डबल लेयर कैपेसिटेंस और अन्य गुणों में योगदान देगा यह टिश्यू के प्रतिरोध जितना सीधा नहीं है अब जो नया शब्द सामने आएगा वह टिश्यू की प्रतिबाधा होगी और इसलिए हम टिश्यू की प्रतिबाधा को मापेंगे कि यदि आप कागज देखते हैं इस विशेष पेपर में एक मॉडलिंग है जो सेंसर और एक्ट्यूएटर B में है तो यहाँ इस योजना में देख सकते हैं इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड प्रत्येक में 10 माइक्रोन चौड़ाई होती है और दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी वह भी 10 माइक्रोन है 10 माइक्रोन रिक्ति 10 माइक्रोन चौड़ाई और फिर इस पर जब आप टिश्यू रखते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि यह एक SU 8 कुआं है जो SU 8 सामग्री से बना है ताकि आप खारा समाधान या मीडिया को कुएं के अंदर रख सकें अब यह पूरी तरह से 4 इंच का वेफर है जहां हम कई चिप्स देख सकते हैं वास्तव में आप 30 चिप्स देख सकते हैं जहां आप प्रयोग कर सकते हैं तो आपको 0 से फ्रीक्वेंसी स्वीप करना होगा जो कि 2 मेगाहर्ट्ज कहने के लिए DC वोल्टेज है और आप प्रतिबाधा के साथ साथ चरण में परिवर्तन का पता लगाएंगे अगर मैं सामान्य टिश्यू और फिर कैंसरयुक्त टिश्यू रखता हूं इसलिए हम यहां देख सकते हैं कि जब आप कैंसर वाले टिश्यू को देखते हैं तो प्रतिबाधा और सामान्य टिश्यू के लिए एक परिवर्तन होता है हमने यह भी तुलना की है कि यदि आपके पास 10 माइक्रोन रिक्ति या 30 माइक्रोन रिक्ति है परिवर्तन क्या है लेकिन यहां आपको जिस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है वह y अक्ष है इसलिए यदि आप y अक्ष को देखते हैं तो आप पाएंगे कि दोनों मामलों में बिनाइन और कैंसर है कि बिनाइन के लिए प्रतिबाधा कैंसर के टिश्यू के प्रतिबाधा से अलग है हम यहाँ इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो मुद्दा यह है कि क्या मैं सामान्य और कैंसर को चित्रित करने के लिए विद्युत गुणों का उपयोग कर सकता हूं जैसे मैं पहले के मामलों में यांत्रिक गुणों का उपयोग कर रहा था जो लोच हैं तो अब हम एक तरह से समझ सकते हैं कि यांत्रिक गुण जो टिश्यू की लोच है और विद्युत गुण जो टिश्यू के प्रतिबाधा हैं का उपयोग सामान्य या बिनाइन और कैंसर वाले टिश्यू को अलग करने के लिए किया जा सकता है देखिए अगर मैं यह समझना चाहता हूं कि मैं इस तरह के इलेक्ट्रोड कैसे बना सकता हूं यह बहुत आसान है आप एक ग्लास सब्सट्रेट लेते हैं फिर आप एक सोने की फिल्म जमा करते हैं अब जब भी आप सोने की फिल्म जमा करना चाहते हैं तो आपको क्रोमियम को आधार सामग्री के रूप में रखना होगा क्योंकि क्रोमियम सोने के बेहतर जोड़ में मदद करेगा तो मेरे पास क्रोम सोना है क्रोम गोल्ड के बाद मैं इस इलेक्ट्रोड को फोटोलिथोग्राफी नामक एक बहुत ही सरल प्रक्रिया के साथ प्रतिरूपित कर सकता हूं तो मेरे पास एक गिलास है मेरे पास यहां क्रोम सोना है हम कहते हैं कि यह क्रोम सोना है यह मेरा गिलास है इस पर मैं कोट फोटोरेसिस्ट को घुमाऊंगा मैं कोट फोटोरेसिस्ट को यह मानते हुए स्पिन करूंगा कि यह एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है सकारात्मक फोटोरेसिस्ट PR तो अगला प्रकार सॉफ्ट बेक होगा सॉफ्ट बेक 90 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मिनट हॉटप्लेट और उसके बाद मास्क लोड करना तो मेरे मास्क में यह विशेष पैटर्न होगा और यह मेरा उज्ज्वल क्षेत्र मास्क होगा इस मास्क के बाद मैं इस वेफर को यूवी लिथोग्राफी या यूवी किरणों के साथ उजागर करूंगा और उसके बाद फोटोरेसिस्ट विकसित करेंगे एक बार जब मैं फोटोरेसिस्ट विकसित करता हूं मेरे पास क्या होगा मेरे पास मेरा ग्लास वेफर होगा जिसमें मेरा क्रोम सोना और फोटोरेसिस्ट उस क्षेत्र में छोड़ा जाएगा जो यूवी द्वारा उजागर नहीं किया गया था चूँकि मेरा फोटोरेसिस्ट एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है तो सकारात्मक फोटोरेसिस्ट की विशेषता यह है कि जो क्षेत्र उजागर नहीं होता है वह मजबूत होगा जो क्षेत्र खुला नहीं है वह मजबूत होगा तो यह मेरा सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है इसके बाद मैं हार्ड बेक के लिए जाऊंगा गरम प्लेट में 1 मिनट के लिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड है हार्ड बेक इसके बाद इस वेफर को क्रोम गोल्ड वगैरह में डुबोएं देखिये मैं इस वेफर को क्रोम गोल्ड में डूबा दूं तो क्या होगा मेरे पास मेरा ग्लास वेफर होगा और मेरे क्रोम गोल्ड को फोटोरेसिस्ट द्वारा संरक्षित किया जाएगा जैसे यह नहीं है यह बहुत आसान है कदम प्रक्रिया प्रवाह एक बार जब आप प्रक्रिया प्रवाह को समझ लेते हैं तो किसी भी सेंसर को ठीक करना बहुत आसान हो जाता है हमारे पास सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है हमारे पास क्रोम सोना है और हमारे पास गिलास है इसके बाद मैं इस वेफर को एसीटोन में डुबो दूंगा एसीटोन फोटोरेसिस्ट की पट्टी करेगा और मेरे पास यह C में पैटर्न संख्या है आइए हम एक बार फिर से देखें हमारे पास ग्लास वेफर है तो हमारे पास क्रोम सोना है हमारे पास क्रोम सोना होने के बाद हमारे पास क्रोम गोल्ड पर लेपित एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट स्पिन है उसके बाद एक सॉफ्ट बेक है जिसके बाद वेफर को उजागर करने वाला मास्क लोड हो रहा है चूँकि सकारात्मक फोटोरेसिस्ट और ब्राइट फील्ड मास्क हैं मास्क पर जो भी पैटर्न है वह वेफर पर पैटर्न किया जाएगा जिसे हम पहले से जानते हैं दूसरा तरीका यह है कि जो क्षेत्र उजागर नहीं होता है वह मजबूत हो जाता है और इसलिए लिथोग्राफी करने के बाद अगर इस फोटोरेसिस्ट को विकसित करता हूं या यूवी एक्सपोजर करने के बाद अगर इस वेफर को विकसित करता हूं तो फोटोरेसिस्ट एक फोटोरेसिस्ट डेवलपर में फोटोरेसिस्ट विकसित करता है मेरे पास क्या होगा मेरे पास उस क्षेत्र में फोटोरेसिस्ट द्वारा यह विशेष वेफर होगा जो यूवी द्वारा उजागर नहीं किया गया था और मजबूत हो जाएगा और एक फोटोरेसिस्ट UV द्वारा उजागर किया गया था वह कमजोर हो जाएगा इसके बाद इस वेफर को क्रोम गोल्ड में डाल दूंगा जब मैं इस वेफर को क्रोम गोल्ड में डुबाता हूं तो क्रोम और सोना निकल जाएगा और फोटोरेसिस्ट अभी भी रहेगा अब इस वेफर को एसीटोन में डुबो दूंगा एक फोटोरेसिस्ट स्ट्रिपर है और जब यह एक फोटोरेसिस्ट को स्ट्रिप्स करता है तब फिर क्या होगा हमारे पास यह विशेष पैटर्न होगा जो C में दिखाया गया है उसके बाद हम चाहते हैं कि यह इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड एक SU 8 कुएं के अंदर हों तो इसके बाद मैं यह वेफर लूंगा जो योजनाबद्ध C में दिखाया गया है मैं इस वेफर को ऐसे ही लूंगा और इस पर हम कोट SU 8 स्पिन करेंगे तो अगर मैं कोट SU 8 को स्पिन करता हूं यह इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड पर SU 8 है फिर मैं सॉफ्ट बेक करूंगा अब SU 8 के मामले में सॉफ्ट बेक 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है और समय SU 8 सामग्री की मोटाई पर निर्भर करता है यदि SU 8 मोटा है तो समय अधिक है SU 8 पतला हैं तो समय कम है इसलिए सॉफ्ट बेक के बाद मैं एक्सपोज़र करूँगा इसका मतलब है हमारे पास एक मास्क है और SU 8 एक नकारात्मक फोटोरेसिस्ट के रूप में कार्य करेगा इसका मतलब है कि जो क्षेत्र उजागर नहीं होगा वह कमजोर हो जाएगा जो क्षेत्र खुला नहीं है वह कमजोर हो जाएगा तो मेरे पास यह क्षेत्र है तो मैं क्या करूँगा मेरे पास एक मास्क होगा यह उस क्षेत्र में मेरा मास्क है जो उजागर नहीं हुआ है यह एक और आप इसे प्राप्त कर रहे हैं अब अगर मैं ऐसा मास्क इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा SU 8 एक नकारात्मक फोटोरेसिस्ट है तो अगर मैं इस तरह मास्क का उपयोग करता हूं और फिर वेफर को उजागर करता हूं फिर वेफर को हार्ड बेक के बाद एक्सपोज़ करें इस मामले में एक्सपोसिंग करने के बाद आपको अन्य प्रकार के फोटोरेसिस्ट की तरह हार्ड बेक के लिए नहीं जाना है और हार्ड बेक 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है फिर से समय फोटोरेसिस्ट की मोटाई पर निर्भर करता है जिसके बाद फोटोरेसिस्ट डेवलपर होता है SU 8 फोटोरेसिस्ट और अन्य फोटोरेसिस्ट के बीच अंतर है फिर अन्य फोटोरेसिस्ट में हम 90 डिग्री पर सॉफ्ट बेक के लिए जाते हैं और उसके बाद मास्क एक्सपोज़र डेवलपर हार्ड बेक को लोड करते हैं लेकिन इस मामले में हम फोटोरेसिस्ट डेवलपर की तुलना में सॉफ्ट बेक फिर एक्सपोजर फिर हार्ड बेक के लिए जा रहे हैं और जब आप फोटोरेसिस्ट विकसित करते हैं क्योंकि जो क्षेत्र SU 8 को उजागर नहीं करता है वह नकारात्मक फोटोरेसिस्ट है तो जो क्षेत्र UV प्रकाश के संपर्क में नहीं आता है वह कमजोर हो जाएगा और यही कारण है कि फोटोरेसिस्ट डेवलपर के साथ विकसित होने के बाद पैटर्न योजनाबद्ध संख्या e दिखाई देगा आप यहां देख सकते हैं कि जो क्षेत्र एक्सपोजर फोटोरेसिस्ट नहीं था वह विकसित हो सकता है और फिर यदि आप सामग्री को सख्त बनाना चाहते हैं जो कि फोटोरेसिस्टेंट है तो आप इसे कुछ समय के लिए 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर सकते हैं आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे SU 8 की मोटाई के प्रकार के आधार पर फिर से फोटोरेसिस्ट के प्रकार पर निर्भर करता है एक बार जब आप यह कर लेते हैं कि आपके पास SU 8 कुएं के अंदर इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड हैं और अब कैंसरग्रस्त और सामान्य टिश्यू के विद्युत गुणों के परीक्षण के लिए चिप तैयार हैं हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं लेकिन आप इस खास मामले में किसी भी टिश्यू से संबंधित कैंसर के बारे में बात कर सकते हैं अगर मैं इस टिश्यू को लोड करता हूं अगर मैं कुछ खारा समाधान या मीडिया के साथ लोड करता हूं तो मैं इस विशेष टिश्यू के प्रतिबाधा को सीधे टर्मिनलों के पार माप सकता हूं तो आप इस तरह से माप रहे हैं या इस तरह से हम टिश्यू के विद्युत गुणों को माप सकते हैं इसलिए चूंकि हमने विद्युत गुण सीखे हैं और हमने टिश्यू के यांत्रिक गुणों को सीखा है अगला कदम टिश्यू के विद्युत यांत्रिक गुणों को समझना होगा अब हमने व्यक्तिगत यांत्रिक गुणों को किया है जो कि कठोरता है और हमने विद्युत गुणों को समझने की भी कोशिश की है जो कि प्रतिबाधा है हम दोनों मापदंडों को एक साथ देखते हैं विद्युत और यांत्रिक पैरामीटर एक साथ हैं जिसे हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे अगले मॉड्यूल में आप लचीले सेंसर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों अध्ययनों को एक साथ कर सकता है या टिश्यू को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के साथ साथ सही तरीके से फेनोटाइपिंग कर सकता है इस पर चर्चा करेंगे अगले मॉड्यूल में हम देखते हैं कि सेंसर कैसे बना सकते हैं जो प्रकृति में लचीला है और हम विद्युत और यांत्रिक दोनों गुणों को एक साथ माप सकते हैं धन्यवाद